इस पाठ में हम इनवर्टिंग एम्पलीफायर को देखेंगे जो कि ऑप एम्प का उपयोग करने वाले स्टैंडर्ड एम्पलीफायरों में से एक है अब इनवर्टिंग एम्पलीफायर का आधार यह विशेष सर्किट है जिसमें एक करंट इनपुट और ऑप एम्प के आस पास रेसिस्टर R के साथ फीडबैक है अब इस सर्किट को नेगेटिव फीडबैक के सिद्धांतों का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है लेकिन इस मामले में मैं ऐसा नहीं करने जा रही हूँ मैंने अभी अभी सर्किट लगाया है तो मान लीजिए कि यह करंट Is है और यह वोल्टेज V0 है तो सर्किट का विश्लेषण बहुत आसान है वास्तव में केवल दो नोड्स है तो इस नोड पर अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ समीकरण को लिखती हूं तो मैं देखूंगी कि मै इस नोड को Vx कहती हु Vx Vo R प्रतिरोधों के माध्यम से इस नोड को छोड़ने वाला करंट है जो कि इस नोड में इंजेक्ट किए जा रहे करंट के बराबर है जो कि Is है और हमारे पास दूसरा नोड है जो ऑप एम्प का आउटपुट है जैसा कि मैंने उल्लेख किया था कि हम यहां किरचॉफ करंट लॉ समीकरण को नहीं लिख सकते है इसके बजाय हम ऑप एम्प इनपुट पर वर्चुअल शॉर्ट समीकरण लिखते है और यह Vx 0 होता है क्योंकि ऑप एम्प का नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड से जुड़ा होता है जिसमें 0 वोल्ट होता है और दूसरे टर्मिनल में भी यही वोल्टेज होता है और यदि आप इन दोनों को हल करते है तो आप आसानी से देखेंगे कि V0 Is× R है तो यह एक बहुत अच्छा सर्किट है जिसका उपयोग अक्सर किया जाता है अन्य स्टैंडर्ड सर्किट नॉन इनवर्टिंग ऑप एम्प एम्पलीफायर है जिसकी हमने पहले चर्चा की है अब इसमें एक करंट इनपुट और एक वोल्टेज आउटपुट है और यह वास्तव में एक करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है तो इसका समाधान V0 Is R है और निश्चित रूप से Vx 0 के बराबर है यानी ऑप एम्प का इनवर्टिंग टर्मिनल 0 वोल्ट पर है तो अब जैसा कि मैंने कहा कि यह एक करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है इसका क्या अर्थ है सबसे पहले हम इस सर्किट के इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस का मूल्यांकन करते है इनपुट रेजिस्टेंस की गणना करने के लिए मुझे इन दो टर्मिनलों के बीच एक टेस्ट वोल्टेज या टेस्ट करंट अप्लाई करना होगा मैं एक टेस्ट करंट का उपयोग करूंगी क्योंकि वह परिणाम मेरे पास पहले से ही उपलब्ध है और वास्तव में यदि आप टेस्ट वोल्टेज का उपयोग करने का प्रयास करते है तो आप पाएंगे कि आप विरोधाभास के साथ समाप्त हो जाएंगे इसलिए आप केवल टेस्ट करंट का उपयोग कर सकते है तो आप Itest अप्लाई कर सकते है और देख सकते है कि इन दो नोड्स के बीच कितना वोल्टेज है और मेरे पास पहले से ही इसका समाधान है यह सर्किट बिल्कुल उसी के समान है Itest की दिशा Is के विपरीत है लेकिन यह अप्रासंगिक है क्योंकि Is का मान जो भी हो यह Vx 0 है यह इस बिंदु और ऑप एम्प के इनपुट के बीच उस बिंदु के बीच वर्चुअल शॉर्ट के कारण है इसका मतलब है कि मूल रूप से वोल्टेज Vx 0 है इसलिए इनपुट रेजिस्टेंस Ri VxIest है जो कि 0 है तो जो भी सोर्स जुड़ा हुआ है इस सर्किट का इनपुट सोर्स को एक शॉर्ट सर्किट प्रस्तुत करता है तो यह वास्तव में एक करंट कंट्रोल्ड सोर्स है मेरा मतलब यह है कि यदि इनपुट रेजिस्टेंस 0 है भले ही करंट सोर्स त्रुटिपूर्ण हो सर्किट ठीक उसी तरह व्यवहार करेगा मान लें कि करंट सोर्स में कुछ रेजिस्टेंस था यानी यह एक आइडियल करंट सोर्स नहीं है लेकिन यह किसी सर्किट का नॉर्टन एक्विवैलेन्ट है जिसमें Is और इसके पार कुछ रेजिस्टेंस Rs है फिर से मैं यहां एक आइडियल ऑप एम्प पर विचार कर रही हूं यह नेगेटिव फीडबैक में है जैसा कि आप स्वयं वेरीफाई कर सकते है अब यह Vx यहाँ 0 है जिसका अर्थ है कि इस Rs में से कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है और यदि इसमें से कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है तो मैं इसे हटा सकती हूँ और इससे मेरे सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो Is अभी भी R से होकर बहता है जो समीकरण मैंने पहले लिखा था वह अभी भी सत्य है यदि आप आश्वस्त नहीं हैं तो इसका समाधान फिर से आप अपने लिए व्यवस्थित रूप से गणना कर सकते हैं यह V0 अभी भी Is × R के बराबर है इसलिए इस Rs का कोई प्रभाव नहीं है यह हमेशा ऐसा होता है यदि सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस 0 है तो यह अब सर्किट के इनपुट के लिए मॉडल है इसमें कुछ इनपुट रेजिस्टेंस Rm है मूल रूप से यह इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच रेजिस्टेंस है जो इस सर्किट का इनपुट है अब आप देख सकते है कि वास्तव में सर्किट में प्रवाहित वाला करंट Is × RsRs Rin है और यदि Rin 0 के बराबर है तो यह Is के बराबर है इसलिए यदि इनपुट रेजिस्टेंस 0 है भले ही करंट सोर्स त्रुटिपूर्ण हो सभी धाराएं सर्किट में प्रवाहित होती है और ठीक यही यहां होता है इसी तरह मैं इस सर्किट को लेती हूं और इसके आउटपुट रेजिस्टेंस का मूल्यांकन करती हूं और आउटपुट रेजिस्टेंस का मूल्यांकन करने के लिए मैंने Is को 0 पर सेट किया है तो यह एक ओपन सर्किट बन जाता है और मेरे पास यह रेजिस्टेंस R है अब आउटपुट रेजिस्टेंस का मूल्यांकन करने के लिए मैं एक टेस्ट करंट कनेक्ट करती हूं अब Vx यहाँ 0 है और कोई भी करंट रेसिस्टर मे से नहीं बहता है क्योंकि कोई भी करंट ऑप एम्प के इनपुट में प्रवाहित नहीं हो सकता है इसलिए यहाँ यह वोल्टेज भी 0 है तो फिर इस पार वोल्टेज 0 है जिसका अर्थ है कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो इन दो टर्मिनलों के बीच रेजिस्टेंस है यह 0VItest है जो 0 के बराबर है तो यह करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है यह वास्तव में शून्य इनपुट रेजिस्टेंस और शून्य आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ एक करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है कभी कभी इस सर्किट का उपयोग थोड़े संशोधित तरीके से किया जाता है तो मुझे फिर से अपने सर्किट पर विचार करने दें हम जानते है कि भले ही रेजिस्टेंस Rs Is के समानांतर में हो आउटपुट वोल्टेज Is × R है यह सीधे सर्किट विश्लेषण से आता है अब आप देख सकते है कि यहाँ यह कॉम्बिनेशन एक करंट सोर्स और रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है हम इसे नॉर्टन एक्विवैलेन्ट के रूप में सोच सकते है और इसका थेवेनिन एक्विवैलेन्ट एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा हम थेवेनिन और नॉर्टन के समकक्षों पर पहले की चर्चाओं से यह भी जानते है कि यह रेजिस्टेंस Rs के समान है और करंट की दिशा द्वारा दिया गया यह वोल्टेज सोर्स IsRs है इसलिए ये दोनों बिल्कुल एक्विवैलेन्ट है अब आउटपुट वोल्टेज अभी भी वही है यानी Is×R और अगर मैं इस Is×R को Vi से बदल देती हूं मैं इस सर्किट के बारे में सोचती हूं जिसमें वोल्टेज इनपुट Vi और रेजिस्टेंस Rs है जो इससे जुड़ा हुआ है तो Vi IsRs होगा और Is ViR होगा इसे यहां सब्स्टिटूट करते हुए मुझे आउटपुट वोल्टेज Vi × RRs मिलेगा तो इस सर्किट को इनवर्टिंग एम्पलीफायर कहा जाता है मैंने मूल रूप से पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ करंट सोर्स के इस कल्पना से शुरू किया था लेकिन सामान्य तौर पर यह रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह वोल्टेज सोर्स से संबंधित है कुल रेजिस्टेंस Rs है आउटपुट वोल्टेज Vi वोल्टेज सोर्स मूल्य × R Rs होगा तो इस सर्किट को इनवर्टिंग एम्पलीफायर कहा जाता है यदि यह Vi है तो आउटपुट वोल्टेज RRs × Vi होगा और इसे स्पष्ट रूप से इनवर्टिंग कहा जाता है क्योंकि गेन नकारात्मक है और आप इसे नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के विपरीत कर सकते है अगर मैं इसे R1 और R2 और Vi और V0 कहूं तो V0 1 R2R1 × Vi होगा दोनों ही मामलों में गेन रेसिस्टर्स के अनुपात पर निर्भर करता है वास्तव में यह ऑप एम्प पर निर्भर नहीं करता है ऑप एम्प आइडियल है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के लिए गेन ठीक 1 R2R1 होगा और इनवर्टिंग एम्पलीफायर के लिए गेन RRs होगा यदि ऑप एम्प का गेन सीमित है तो हमने इसका विश्लेषण नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के लिए किया है आप इसे इनवर्टिंग एम्पलीफायर के लिए दोहरा सकते है गेन उससे थोड़ा अलग होगा और यदि ऑप एम्प का गेन बहुत बड़ा है तो अंतर बहुत छोटा होगा